हैलो पिछले व्याख्यान में हमने माइक्रोस्ट्रिप सर्किट के बारे में चर्चा की थी हमने माइक्रोस्ट्रिप बैंड पास फिल्टर के साथ शुरू किया था फिर हमने माइक्रोस्ट्रिप बैंड रिजेक्ट फिल्टर को डिजाइन करने की कोशिश की उसके बाद हमने टू वे पावर डिवाइडर डिजाइन करने की कोशिश की और फिर हमने एक आइसोलेशन रेसिस्टर डालकर देखा कि कैसे हम पावर डिवाइडर का उपयोग कर सकते हैं जो पावर कॉम्बिनर है उसके बाद हमने 4 पोर्ट रैट रेस कपलर डिजाइन करने की कोशिश की और फिर हमने इस 4 पोर्ट रैट रेस कपलर का उपयोग करना देखा यदि हम पोर्ट एक पर एक पावर फीड करते हैं तो हम दो पोर्ट पर आधी पावर कैसे माप सकते हैं और तीसरा पोर्ट आइसोलेटेड है इसलिए अब तक हमने केवल माइक्रोस्ट्रिप सर्किट के बारे में चर्चा की चूंकि हम जानते हैं कि इस कोर्स में हम एंटीना भी शामिल कर रहे हैं तो इस विशेष व्याख्यान में हम सबसे पहले एंटीना लेंगे तो हम पहले माइक्रोस्ट्रिप एंटीना डिजाइन करेंगे उसके बाद हम एक्टिव सर्किट डिजाइन करने का प्रयास करेंगे तो हम CST माइक्रोवेव स्टूडियो शुरू करते हैं और माइक्रोस्ट्रिप एंटीना को डिजाइन करने का प्रयास करते हैं इसलिए उसके लिए CST ओपन करें और एक नया प्रोजेक्ट बनाएं माइक्रोवेव और RF ऑप्टिकल ऑप्शन का उपयोग करें और फिर एंटीना को सिलेक्ट करें और जब से हम जानते हैं कि माइक्रो स्ट्रिप एंटीना एक प्लानर स्ट्रक्चर है इसलिए केवल प्लानर मॉड्यूल को सिलेक्ट करें और एक टेम्पलेट बनाएं मैं पहले ही व्याख्यानो में इन बातों पर चर्चा कर चुका हूँ इसलिए मैं इन चीजों के बारे में अधिक विस्तार से बात नहीं करूंगा इसलिए पिछले व्याख्यान में आप पहले से ही जानते हैं कि माइक्रोस्ट्रिप एंटीना की लंबाई और चौड़ाई को कैलकुलेट कैसे करें इसलिए मैंने यहां माइक्रो स्ट्रिप एंटीना की लंबाई और चौड़ाई की एक्सप्रेशन दी है इस विशेष व्याख्यान में हम वाई फाई फ्रीक्वेंसी बैंड के लिए माइक्रोस्ट्रिप एंटीना को डिजाइन करने की कोशिश करेंगे जो 24 से 2483 GHz है अब यदि आप पिछले एक्सप्रेशन का उपयोग करते हैं जो W c2f0r12 है और अन्य एक्सप्रेशन जो इस विशेष स्लाइड में दी गई है तो इन एक्सप्रेशन का उपयोग करके आप इन डायमेंशन को कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये वे डायमेंशन हैं जिनकी कैलकुलेशन हमने माइक्रोस्ट्रिप एंटीना के लिए एक्सप्रेशन का उपयोग करके की है तो W 47 सेमी और पैच की लंबाई L 38 सेमी होगी और सब्सट्रेट की लंबाई और चौड़ाई हम 6 सेमी लेंगे तो चलिए CST में डिज़ाइन करने की कोशिश करते हैं इसलिए हमने एक प्रोजेक्ट ओपन CST बनाई है और सबसे पहले सिर्फ सब्सट्रेट डिज़ाइन करें तो एक सब्सट्रेट डिजाइन करने के लिए ब्रिक को सिलेक्ट करें और उसे सबस्ट्रेट नाम दें और वेरिएबल के संदर्भ में सभी पैरामीटर को डिफाइन करें तो हमने सब्सट्रेट लंबाई के लिए पैरामीटर lsub और सब्सट्रेट चौड़ाई के लिए wsub और सब्सट्रेट मोटाई के लिए hsub दिया है और जिस सब्सट्रेट को हम यहां ले जा रहे हैं वह RT duroid 5870 है इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 232 है और जो मोटाई हम ले रहे हैं वह 16 mm है इसलिए हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि सब्सट्रेट इस CST लाइब्रेरी में उपलब्ध है या नहीं तो बस सब्सट्रेट की जांच करने के लिए लाइब्रेरी ऑप्शन में जांच करें यदि आप यहां देखते हैं तो आप RT5870 देख सकते हैं तो यह sub इस विशेष सब्सट्रेट को लोड करता है और फिर आप डायमेंशन l सब्सट्रेट देते हैं जिसे हमने 60 mm लिया है w सब्सट्रेट फिर से हमने 60 mm लिया है और सब्सट्रेट की मोटाई हमने 16 mm ली है तो बस सभी मान दर्ज करें और आप इस पोलीगोन को सब्सट्रेट डायमेंशन के अनुरूप बनाया देख सकते हैं अब हमें ग्राउंड प्लेन डिजाइन करना चाहिए इसलिए यदि आप याद करने की कोशिश करते हैं तो माइक्रोस्ट्रिप एंटीना क्या है तो मूल रूप से यदि आप यह विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं कि यह एक सब्सट्रेट है तो सबसे नीचे आपके पास एक ग्राउंड प्लेन है और टॉप पर आप अपने डिजायर्ड डायमेंशन के पैच बनाते हैं फिर आप कोएक्सियल फ़ीड का उपयोग करके फीड की कोशिश करते हैं इसलिए पिछले व्याख्यानों में हम जो भी फ़ीड करते हैं वह माइक्रोस्ट्रिप फीड है तो इस विशेष एंटीना डिजाइन में हम कोएक्सियल फ़ीड का उपयोग करेंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि कोएक्सियल फ़ीड को कैसे डिज़ाइन किया जाए तो अब ग्राउंड प्लेन बनाने के लिए बस इस लेयर को सिलेक्ट करें और फिर ग्राउंड बनाने के लिए एक्सट्रूड ऑप्शन का उपयोग करें और इसे ग्राउंड के रूप में नाम दें और ग्राउंड प्लेन के लिए कुछ मोटाई दें यहां हम सब्सट्रेट को 0035 mm की मोटाई देंगे और इस मटेरियल PEC को चुनें इसलिए अब तक हमने ग्राउंड प्लेन और सब्सट्रेट बनाए हैं अब आप माइक्रोस्ट्रिप पैच की ज्योमेट्री बनाने के लिए लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को इनेबल करते हैं इस विशेष ऊपरी लेयर को सिलेक्ट करें और अपने WCS को ऊपरी लेयर में अलाइन करें अब आप पैच के डायमेंशन बनाने की कोशिश करते हैं फिर से ब्रेक प्रेस एस्केप सेलेक्ट करें और फिर पैच डायमेंशन के अनुरूप वैरिएबल दें इसलिए हम इसे ओरिजिन के साथ बना रहे हैं इसलिए हम लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की ओरिजिन को सेंटर पॉइंट के रूप में रख रहे हैं और हम सेंटर पॉइंट के साथ ज्योमेट्री सीमैट्रिक बना रहे हैं फिर से कॉपर की मोटाई आप 35 माइक्रोन लेते हैं जो इस मामले में t है वेरिएबल नाम t है और इसे पैच के रूप में नाम दें इसलिए जैसा कि मैंने कैलकुलेट की है कि यह 38 mm है पैच की लंबाई 38 mm है और पैच की चौड़ाई 47 mm है और आप देखते हैं अब यदि आप यहां देखने की कोशिश करते हैं तो यह पैच डायमेंशन है इसलिए अब तक हमने ग्राउंड प्लेन को सब्सट्रेट और पैच बना दिया है अब हमें फीड करने की जरूरत है तो हम माइक्रो स्ट्रिप एंटीना के कन्वेंशनल थ्योरी से जानते हैं कि फ़ीड को L 4 से L 6 के बीच रखा जाना चाहिए जहां L सब्सट्रेट की लंबाई है इसलिए हम देखेंगे कि इस फ़ीड को कैसे प्ले करना है तो बस एक फीड बनाने के लिए नीचे की तरफ जो कि ग्राउंड प्लेन है इस विशेष फेज के साथ एक WCS अलाइन करें और फिर आप एक ऑफसेट दें तो इस विशेष मामले में हम 75 mm पर फ़ीड पोजीशन लेंगे यह L 4 से L 6 के बीच है आप इन डायमेंशन की कैलकुलेशन करके कोशिश कर सकते हैं आप चेक कर सकते हैं इसलिए बस इस लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को ट्रांसफार्म करें तो आप यहां देख सकते हैं यह लंबाई है और यह चौड़ाई है इसलिए हमें u कोऑर्डिनेट के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है तो u कोऑर्डिनेट में आप कुछ पैरामीटर x फ़ीड देते हैं और सिर्फ 75 के रूप में मान देते हैं इसलिए आप देख सकते हैं कि हमने ट्रांसफार्म किया है अब हमें यहाँ पर कोएक्सियल फ़ीड बनाने की आवश्यकता है अब मैं आपको कनेक्टर्स के बारे में बहुत कम बताना चाहता हूं तो इस विशेष मामले में हम SMA कनेक्टर का उपयोग करेंगे इसलिए सबसे पहले मैं आपको विभिन्न टाइप के कनेक्टर बताऊंगा जिनमें से एक कनेक्टर n टाइप कनेक्टर है आप इस ज्योमेट्री में देख सकते हैं कि यह n टाइप का कनेक्टर है यहां यदि आप देखते हैं कि इस कंडक्टर का इनर डाईमीटर 3 mm है जबकि इस कंडक्टर का आउटर डाईमीटर जो यह है वह 10 mm है तो आप उसके अनुसार डायमेंशन को सिलेक्ट करने के लिए है क्योंकि यह इनर और आउटर डाईमीटर 50Ω से मेल खाती है जबकि बीच में आप इस सफेद रंग को देख सकते हैं यह टेफ्लोन है तो ये डायमेंशन आप उस लाइन कैलकुलेटर का उपयोग करके कैलकुलेट कर सकते हैं जो मैंने आपको पहले क्लास में बताया है यह कनेक्टर आमतौर पर तब उपयोग किया जाता है जब हम उच्च पावर के साथ फीड करना चाहते हैं या यदि आप कम फ्रीक्वेंसी पर एंटीना बनाना चाहते हैं तो जाहिर है कि डायमेंशन बड़ा होगा तो यह विशेष कनेक्टर बेहतर समर्थन प्रदान करेगा ताकि कम फ्रीक्वेंसी रेंज में हम n टाइप के कनेक्टर्स का उपयोग करें अन्य टाइप का कनेक्टेड एक SMA टाइप का कनेक्टर है तो यह SMA कनेक्टर का टाइप है यहां आप इस इनर कंडक्टर इनर सिलेंडर मेटैलिक को देख सकते हैं इस विशेष कंडक्टर का डाईमीटर 12 mm है और आउटर डाईमीटर लगभग 4 mm है और टेफ्लोन को बीच में डाला जाता है इसलिए हम इस ज्योमेट्री को बनाने की कोशिश करेंगे इसलिए जब हम इसे फीड के लिए इस विशेष कनेक्टर का उपयोग करते हैं तो यह विशेष इनर कंडक्टर पैच से जुड़ा होगा और आउटर कंडक्टर इसे ग्राउंड प्लेन से जोड़ा जाना चाहिए तो इसी तरह हम CST के माइक्रोवेव स्टूडियो में इस ज्योमेट्री को बनाने की कोशिश करेंगे तो इसे फिर से CST पर जाने के लिए और यहां एक सिलेंडर बनाने के लिए तो आइए हम आउटर डायमेंशन को लें और कुछ एक्स्ट्रा लंबाई लें इसलिए यदि आप इस विशेष कनेक्टर में देखते हैं तो आउटर कंडक्टर का यह इनर डाईमीटर 4 mm है और आउटर डायमेंशन थोड़ा अधिक होगा तो हम कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन लेंगे वेरिएबल को एक्स्ट्रा के रूप में ले सकते हैं और फिर मोटाई माइनस t है तो यह वेरिएबल इसे rout के रूप में नाम देता है और 2 mm के रूप में rout लेता है और एक्स्ट्रा शायद 02 mm और इस कंडक्टर को बनाते हैं इसलिए सबसे पहले आपको इस जगह को बनाने की जरूरत है इसलिए आपको ग्राउंड प्लेन को सिलेक्ट करने के लिए इसे ग्राउंड प्लेन से घटाना होगा फिर बूलियन ऑप्शन का उपयोग करें और फिर घटाएं और फिर इसे ठीक से काट लें तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ स्लॉट्स काट दिए हैं अब हमें यहां कंडक्टर बनाना चाहिए इसलिए कंडक्टर बनाने के लिए सबसे पहले हम आउटर कंडक्टर बना रहे हैं इसलिए आउटर कंडक्टर को बनाने के लिए सिलैंडरिकल ऑप्शन पर जाएं सिलेंडर पर जाएं rout प्लस एक्स्ट्रा को सिलेक्ट करें आउटर रेडियस है और rout इनर रेडियस है और आप थोड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं तो शायद ऐड के रूप में वेरिएबल नाम दे और r out का उपयोग करें ठीक तो ऐड वेरिएबल का मान दीजिए शायद 05 mm हो सकता है इसे आउटर कंडक्टर के रूप में नाम दे सकते है तो आप देख सकते हैं कि हमने आउटर कंडक्टर बनाया है अब हमें टेफ्लॉन बनाने की आवश्यकता है इसलिए टेफ्लॉन को फिर से चुनने के लिए सर्कुलर सिलेंडर एस्केप नाम चुनें क्योंकि टेफ्लॉन वैरिएबल देते हैं तो हम जानते हैं कि टेफ्लॉन का इनर रेडियस इनर कंडक्टर के रेडियस के बराबर होना चाहिए और आउटर रेडियस आउटर कंडक्टर के इनर रेडियस के बराबर होना चाहिए तो इसे r out और r in के रूप में नाम दें और टेफ्लॉन के लिए फिर से वही मोटाई दें और फिर यह माइनस t है तो यह r 06 mm में होगा क्योंकि मैंने आपको SMA कनेक्टर के मामले में इनर कंडक्टर का डाईमीटर 12 mm बताया है तो रेडियस 02 होगा अब टेफ्लॉन के लिए हमें मटेरियल को सिलेक्ट करने की आवश्यकता है इसलिए यहां सिलेक्ट करें और फिर यह खोजने का प्रयास करें कि टेफ्लॉन लाइब्रेरी में उपलब्ध है या नहीं इसलिए हम देख सकते हैं कि टेफ्लॉन उपलब्ध है हम इस को लोड करने की कोशिश करेंगे और फिर ओके दबाएंगे इसलिए अब तक हमने टेफ्लॉन और आउटर कंडक्टर बनाए हैं अब हमें इनर कंडक्टर बनाना चाहिए और हम जानते हैं अब यह है कि इनर कंडक्टर ग्राउंड प्लेन और सब्सट्रेट के दूसरी तरफ पैच के बीच होना चाहिए इसलिए फिर से सिलेंडर को इनर कंडक्टर के रूप में नाम दें फिर इनर कंडक्टर का आउटर रेडियस rin होगा जो कि 06 mm रेडियस है अब यदि आप नोटिस करने की कोशिश करते हैं तो यह w न्यूनतम w कोऑर्डिनेट होगा जो पैच से मेल खाता है तो यह माइनस ट्वाइस t माइनस h सब्सट्रेट होगा तो इसमें सब्सट्रेट की मोटाई और कॉपर की मोटाई दोनों शामिल हैं तो बस इन मूल्यों को दर्ज करें और फिर ऐड करें और PEC के रूप में मटेरियल को सिलेक्ट करें अब आप देख सकते हैं कि हमने इनर कंडक्टर आउटर कंडक्टर और टेफ्लॉन बनाया है और हमने कोएक्सियल कनेक्टर बनाया है तो आप देख सकते हैं कि क्या आप इसे विशेष रूप से छिपाते हैं आप यह देख सकते हैं आपका इनर कंडक्टर आउटर पैच के साथ कनेक्शन बना रहा है आप देख सकते हैं कि यह इस विशेष सब्सट्रेट के अंदर जा रहा है अब हमें फ़ीड प्रदान करने की आवश्यकता है या इससे पहले इसे सेव कर लें इसलिए सेलेक्ट ऑप्शन को सेव करने के लिए शायद एंटीना या MSA नाम दें फिर हमें इसे एक्साइट करने की जरूरत है तो इसे फिर से एक्साइट करने के लिए इस विशेष फेज को सिलेक्ट करें और वेवगाइड पोर्ट को कुछ एक्स्ट्रा डायमेंशन दें तो शायद वेरिएबल एक्स ले लो और एक्स्ट्रा लंबाई का इतना दे इसलिए मूल रूप से जब आप एक पोर्ट को एक्साइट करना चाहते हैं तो डायमेंशन तदनुसार पोर्ट ऐसा होना चाहिए कि यह पूरे ज्योमेट्री को कवर करे इसलिए हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम थोड़ा एक्स्ट्रा डायमेंशन लें तो यह दिया गया है अब तक हमने ज्योमेट्री बनाई है और हमने पोर्ट बनाया है अब हमें अन्य विवरण देने की आवश्यकता है जैसे कि फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी दे इसलिए हमने इस एंटीना को 245 GHz के लिए डिज़ाइन किया है इसलिए हम 2 और 3 के बीच के डायमेंशन को लेंगे और देखेंगे कि यह कहां रेजोनेट होता है तब हमें ग्राउंड प्रॉपर्टी को देखने की जरूरत है जो सामान्य है इसलिए हमें बाउंड्री के लिए इसे फिर से बदलने की आवश्यकता नहीं है फिर से हमें यह जांचने की आवश्यकता है कि यह सभी डायरेक्शन में ओपन एड स्पेस है इसलिए हमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है अगला भाग यह है कि हमें मॉनिटर को उसके व्यवहार और फार फील्ड को देखने के लिए रखना चाहिए इसलिए हम फार फील्ड की निगरानी करेंगे तो इस दाईं ओर क्लिक करें नया फ़ील्ड मॉनिटर 245 GHz पर E फ़ील्ड मॉनिटर फिर H फ़ील्ड मॉनिटर और फार फील्ड मॉनिटर भी डाल दिया इसलिए हमने 245 GHz पर 3 मॉनिटर बनाए हैं एक फार फील्ड से मेल खाता है और अन्य दो E फ़ील्ड और H फ़ील्ड से मेल खाते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन थे आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं अब सिमुलेशन शुरू करें इसलिए आप यहां फिर से देख सकते हैं प्रोग्रेस विंडो में यह आपको दिखा रहा है कि यह किन चीजों में पहले से ही सिम्युलेटेड है और जो प्रोसेस चल रही है एक और बात मैं इस विंडो में जोर देना चाहता हूं आप सभी पैरामीटर को देख सकते हैं जो हमने दर्ज किया इसलिए यदि बाद के फेज में यदि आप इन पैरामीटर को बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं तो मान लीजिए कि मेरा फ़ीड पॉइंट उचित स्थान पर नहीं है और यदि मैं बदलना चाहता हूं तो मैं इसे बस यहां बदल सकता हूं यह ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा हमें केवल बदलाव करने के लिए उस विशेष कॉम्पोनेन्ट में जाने की आवश्यकता नहीं है हम बस यहां बदलेंगे और यह ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा ताकि कांस्टेंट वैल्यू के बजाय पैरामीटर का उपयोग करने का फायदा है इसलिए इसमें कुछ समय लगेगा इसलिए यदि आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो आप यहां से देख सकते हैं यह आपको दिखा रहा है यह इन रिजल्टों पर भरोसा नहीं कर सकता है क्योंकि यह आपको मिडिल स्टेज के रिजल्ट दिखा रहा है तो कई शर्तें हैं जो इसे शामिल नहीं करती हैं तो अब सिमुलेशन खत्म हो गया है अब हम रिजल्टों को एनालाइज करने का प्रयास करेंगे और हम देखेंगे कि यह विशेष एंटीना किस तरीके से व्यवहार कर रहा है तो बस 1D रिजल्ट पर जाएं और फिर S पैरामीटर पर जाएं जब आप S पैरामीटर पर जाते हैं तो आप इस विंडो को देखेंगे बस यहाँ देखें यह इस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट हो रहा है अब यदि आप यह विशेष फ्रीक्वेंसी का पता लगाना चाहते हैं तो राइट क्लिक शो एक्सिस मार्कर से मिनिमम तो आप यह देख सकते हैं कि यह फ्रीक्वेंसी 2456 GHz है तो हम डिजाइन करते हैं कि यह एंटीना 245 GHz के लिए क्या है अब यह लगभग उसी फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट हो रहा है एक और बात है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बहुत सारे ऑप्शन हैं तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं तो मान लीजिए कि आप इन S पैरामीटर को लिनियर स्केल पर देखना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं यदि आप रियल पार्ट की जांच करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को इमैजिनरी के लिए चुन सकते हैं और फेज के लिए आप रेलीवेंट ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं यहां Z स्मिथ चार्ट एक और ऑप्शन है इसलिए मैं यहां प्रकाश डालना चाहता हूं कि आप देख सकते हैं कि यह स्मिथ चार्ट है और यह पॉइंट 50 Ω से मेल खाती हैजबकि ओपन सर्किट से यह मेल खाती है और शॉर्ट सर्किट से यह मेल खाती है अब यदि आप अपने एंटीना से मेल खाना चाहते हैं तो आपका लक्ष्य इस विशेष पॉइंट के साथ मेल खाना है अब यदि आप बैंडविड्थ देखना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि सामान्य रूप से लगभग हर जगह हम VSWR 2 फ्रीक्वेंसीयों पर विचार करते हैं इसलिए उस फ्रीक्वेंसी को राइट क्लिक करने के लिए प्लॉट प्रॉपर्टीज फिर रेफरेंस सर्कल जिसे आप सर्कल दिखाते हैं और VSWR पर जाएं और फिर 2 डाल दें इसलिए आप यहां VSWR 2 के अनुरूप देखते हैं जो सर्कल बनाया गया है तो ये फ्रीक्वेंसी पॉइंट हैं और हम इन पॉइंटओं के बीच बैंड की चौड़ाई प्राप्त कर रहे हैं यही बात आप dB स्केल में S पैरामीटर प्लॉट में भी देख सकते हैं यहाँ यदि आप 10 dB मार्करों का पुट करने का प्रयास करते हैं तो यह ऑप्शन शो मेजर लाइन का उपयोग करें और फिर इस 10 dB पॉइंट का उपयोग करने का प्रयास करें तो यह बैंडविड्थ है जो आपको 24322 से 2483 के बीच मिल रहा है यह विशेष पॉइंट VSWR 2 सर्कल से मेल खाता है अगली बात यह है कि यह फार फील्ड में कैसे व्यवहार करेगा तो इसका रेडिएशन पैटर्न कैसा होगा तो रेडिएशन पैटर्न देखने के लिए फार फील्ड में जाते हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और देखने का प्रयास करें तो यह रेडिएशन पैटर्न है जिसे आप माइक्रो स्ट्रिप एंटीना के लिए देख सकते हैं अब यदि आप यहां देखते हैं तो इस शो स्ट्रक्चर को इनेबल करें तब स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट और फिर फार फील्ड ट्रांसपेरेंट इसलिए यदि आप यहां कल्पना करने की कोशिश करते हैं तो आप इसे देख सकते हैं यहां स्ट्रक्चर को दिखाया गया है तो यह ब्रॉडसाइड डायरेक्शन में रेडिएट कर रहा है तो यह प्लेन सबस्ट्रेट के परपेंडिकुलर है तो यह रेडिएशन करता है यह एक ब्रॉडसाइड एंटीना है यहां आप यह भी देख सकते हैं कि डायरेक्टिविटी 72 है अब यदि आप गेन देखना चाहते हैं तो आप फार फील्ड के प्रॉपर्टी पर राइट क्लिक करके प्लॉट मोड पर जाएं रिअलाइज्ड गेन को सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर अप्लाई करें तो आप देखते हैं कि गेन 695 dB है अब यदि आप इस रेडिएशन पैटर्न को 2D प्लॉट में चेक करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें तो जनरल सिलेक्ट पोलर प्लॉट पर जाएं आप इस रेडिएशन को ब्रॉडसाइड डायरेक्शन में देख सकते हैं तो फ्रीक्वेंसी 245 GHz है क्योंकि हमने मॉनिटर को 245 GHz पर रखा है और इसके अनुरूप बीम 851 डिग्री है और साइड लोब का लेवल माइनस 174 dB है यह हम एंटीना के पैरामीटर की जांच करने का प्रयास करते हैं अब मान लीजिए कि आप इसके वर्तमान व्यवहार और अन्य चीजों को देखने के इच्छुक हैं तो वर्तमान व्यवहार को देखने के लिए 2 D रिजल्ट इस ऑप्शन पर जाएं और यहां देखें यदि आप यहाँ देखते हैं और देखने का प्रयास करें इसे एनिमेट करने का प्रयास करें यदि आप अब्सोल्युट स्केल पर देखते हैं तो यह इस तरह दिखेगा अब यदि आप इसे एनिमेट करते हैं तो यह इस तरह से व्यवहार करेगा यदि आप H फ़ील्ड में देखते हैं तो आप यहाँ देखते हैं कि अब्सोल्युट स्केल पर देखने का प्रयास करें लंबाई के साथ हम जानते हैं कि उनके मिडिल का करंट अधिकतम है एजेस पर करंट न्यूनतम है तो यह माइक्रोस्ट्रिप एंटीना की हमारी कांसेप्ट को मान्य कर रहा है तो अब यदि आप गेन प्राप्त करना चाहते हैं तो इस विशेष ऐन्टेना के गेन की प्लॉट करने के लिए आप इस विशेष ऑप्शन पोस्ट प्रोसेसिंग पर जा सकते हैं फिर रिजल्ट टेम्पलेट का उपयोग करें फिर फार फील्ड और एंटीना प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करें फिर फार फील्ड के रिजल्टों को सिलेक्ट करें फिर फ्रीक्वेंसी पर अधिकतम गेन को सिलेक्ट करें और फिर इवेलुएट करें चूंकि हमने मॉनिटर को केवल एक पॉइंट पर रखा है यह मुझे विशेष रूप से एक पॉइंट पर गेन दिखा रहा है अब सिमुलेशन में यदि आप फ्रीक्वेंसी रेंज देते हैं तो यह उन पॉइंटओं का उपयोग करेगा और यह गेन को प्लॉट करेगा तो इस तरह से आप गेन बनाम फ्रीक्वेंसी प्लॉट इसी तरह डायरेक्टिविटी बनाम फ्रीक्वेंसी प्लॉट और अन्य चीजों को प्लॉट कर सकते हैं अब आपको केवल फ़्रीक्वेंसी प्लॉट बनाम गेन दिखाने के लिए मैं इसे फ़्रीक्वेंसी रेंज पर सिम्युलेट करूंगा जो कि फार फील्ड मॉनिटर पर जाएगा और फिर इस स्टेप ऑप्शन स्टेप विड्थ का उपयोग करें और वह रेंज दें जिसे हम 005 के स्टेप साइज में लेते हैं और फिर ओके दबाते हैं आप देख सकते हैं कि इसने मॉनिटर की संख्या बना ली है या आप ब्रॉडबैंड मॉनीटर का उपयोग भी कर सकते हैं तब आप सिमुलेशन शुरू करते हैं अब इसमें कुछ समय लगेगा इसलिए सिमुलेशन समाप्त होने की प्रतीक्षा करें अब आप गेन देखने की कोशिश करें तो आप यहां देख सकते हैं जब हमने फ्रिक्वेंसी पॉइंट लिया तो यह गेन इस कर्व जैसा दिखेगा तो यह सभी फ्रीक्वेंसीयों पर गेन के साथ कैलकुलेशन किया है तो यह है कि हम कैसे गेन बनाम फ्रीक्वेंसी कर्व को प्लाट करते हैं अब हम CST में एक्टिव सर्किट बनाने की कोशिश करेंगे और हम देखेंगे कि हम इन एक्टिव सर्किटों को CST में कैसे डिजाइन करेंगे तब हम CST के रिजल्टों को एनालाइज करेंगे इसलिए CST का सिम्युलेट करने के लिए नए और हाल ही के फ़ाइल को चुनें और इस सर्किट और सिस्टम ऑप्शन का उपयोग करें जब आप इसे देखते हैं तो आप इस तरह से विंडो देखेंगे अब यदि आप यहाँ देखते हैं तो विभिन्न ऑप्शन हैं ठीक अब यदि आप सामान्य RLC कॉम्पोनेन्ट बनाना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शनों का उपयोग कर सकते हैं अब यदि आप कुछ IC या अन्य चीजों का उपयोग करना चाहते हैं तो आप तदनुसार उचित ऑप्शनों को सिलेक्ट कर सकते हैं तो आज हम इस MMG 3003NT1 एम्पलीफायर को डिजाइन करने का प्रयास करेंगे हम इस विशेष एम्पलीफायर की S2p फ़ाइल को शामिल करने का प्रयास करेंगे और फिर हम रिजल्ट को ऑब्जर्व करने का प्रयास करेंगे अब यदि आप यहां देखते हैं तो सामान्य तौर पर जब भी हम IC का उपयोग करके किसी भी एम्पलीफायर को डिजाइन करने का प्रयास करते हैं तो अधिकांश निर्माता s2p फ़ाइल प्रदान करते हैं यदि वे प्रदान नहीं करते हैं तो वे आपको S पैरामीटर प्रदान करते हैं इसलिए यहाँ अगर s2p फ़ाइल पहले से ही उपलब्ध है तो हम सीधे उस विशेष फ़ाइल का उपयोग कर सकते हैं लेकिन यदि फ़ाइल उपलब्ध नहीं है तो केवल S पैरामीटर उपलब्ध हैं मैं आपको s2p फ़ाइल बनाने का तरीका बताऊंगा इसलिए हम इस विशेष एम्पलीफायर की डेटा शीट को खोलेंगे अगर आप यहां देखें तो यह इस विशेष एम्पलीफायर की डेटा शीट है यदि आप यहाँ देखें तो उन्होंने s2p फ़ाइल नहीं दी है यदि आप इसे Google पर सर्च करते हैं तो आपको s2p फ़ाइल नहीं मिलेगी लेकिन यदि आप डेटा शीट में देखते हैं कि उन्होंने आपको S पैरामीटर फ़ाइल प्रदान की है तो आप देख सकते हैं वे सभी बायसिंग शर्तें जो उन्होंने दी हैं और S पैरामीटर जो उन्होंने दिए हैं इसलिए हम इस ऑप्शन का उपयोग करके s2p फ़ाइल बनाने का प्रयास करेंगे इसलिए s2p फ़ाइल बनाने के लिए हमें बस कुछ बुनियादी जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है मै तुम्हे बताऊंगा नोटपैड खोलें और फिर बस यह जानकारी दें इसलिए यदि आप देखते हैं तो यहाँ महत्वपूर्ण जानकारी ये बाइसिंग कंडीशन हैं तो VCC 62 Vdc ICC और अन्य चीजें ये बाइसिंग कंडीशन हैं आप इस कोलन का उपयोग करते हैं वे कमेंट रूप में हैं तो आपको इन चीजों को प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है जो कि s2p फ़ाइल के लिए आवश्यक है यदि आप यहां देखते हैं तो पहला भाग फ्रीक्वेंसी से मेल खाता है इसलिए यदि आप मेगाहर्ट्ज रेंज या हर्ट्ज रेंज में फ्रीक्वेंसी का उपयोग कर रहे हैं या डेटा शीट में जो भी टाइप का डेटा दिया गया है तो डेटा शीट में जो भी टाइप का डेटा दिया गया है आप उसके अनुसार पैरामीटर दे सकते हैं तो हमारे डेटा शीट में डेटा मेगाहर्ट्ज Ohm में दिया गया है इसलिए हमने यहां MHz लिखा है फिर अगला पैरामीटर के अनुरूप है आप किस टाइप के पैरामीटर को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक डेटा शीट में S पैरामीटर दिए गए हैं तो दूसरा वेरिएबल S पैरामीटर होगा और अगला भाग मेग्नीट्यूड के अनुरूप है इसलिए हम S पैरामीटर के मेग्नीट्यूड की जांच करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए यह मेग्नीट्यूड के अनुरूप है और अगला भाग रेजिस्टेंस है अगला उस विशेष रेजिस्टेंस का मूल्य है तो हम 50 Ω के साथ एक एम्पलीफायर को सामान्य बनाने की कोशिश कर है यही कारण है कि इन पैरामीटर को सिलेक्ट किया है तो आप उन सभी लाइनों को छोड़ सकते हैं क्योंकि वे केवल उस व्यक्ति को परिचित करने के लिए कमेंट हैं जो किस टाइप के पैरामीटर दिए गए हैं इसलिए जैसे हम एक फ्रीक्वेंसी और फिर मेग्नीट्यूड और एंगल देंगे इसलिए केवल उन अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए आसान बनाने के लिए जिन्हें हमने इन कमेंट को लिखा है यह अनिवार्य नहीं है तो ये वे लाइनें हैं जिन्हें आपको लगाने की आवश्यकता है तो मैं आपको MMG की s2p फाइल दिखाऊंगा सिर्फ नोटपैड खोलें और मैं सिर्फ s2p फ़ाइल खोलूँगा हाँ यदि आप यहाँ देखते हैं तो ये कमेंट हैं यह वह पैरामीटर है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था और फिर ये फिर से कमेंट हैं और ये वे मान हैं जो मैंने डेटा शीट से लिए हैं तो आपको बस इतना करने की ज़रूरत है कि आपको इन मूल्यों को रखना है और फिर इस फ़ाइल को सेव करना है जैसे कि s2p फ़ाइल अब आप फिर से CST सिम्युलेटर इस ऑप्शन डेटा इंपोर्ट का उपयोग करने के लिए आते हैं फिर इस टचस्टोन ब्लॉक का उपयोग करें जब आप इसे लेआउट विंडो में खींचते हैं तो यह S पैरामीटर फ़ाइल के लिए पूछेगा इसलिए हम एलिमेंट S पैरामीटर फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे इसलिए इस विशेष ब्लॉक में हमने MMG की s2p फ़ाइल इंपोर्ट की है अब हम इस विशेष I C के लिए डेटा शीट में दी गई ज्योमेट्री को बनाने की कोशिश करेंगे तो सामान्य तौर पर अधिकांश IC में आपको सपोर्टिंग बायसिंग सर्किट और कपलिंग सर्किट प्रदान किए जाते हैं तो यह एक ज्योमेट्री है जिसे हम बनाने की कोशिश करेंगे अब आप यहां देखते हैं यह एक ज्योमेट्री है जिसे मैंने यहां सभी डायमेंशन दिए हैं तो यह हमारी DUT है और इसमें S पैरामीटर फ़ाइल है तो हमें ट्रांसमिशन लाइन बनाने की आवश्यकता है इसलिए हम सिर्फ ट्रांसमिशन लाइन को माइक्रोस्ट्रिप पर जाएंगे और इस ऑप्शन को माइक्रोस्ट्रिप का उपयोग करें और इसे यहां खींचें जब आप इसे खींचते हैं तो आपको यह ऑप्शन दिखाई देता है यहां आप विभिन्न पैरामीटर को देख सकते हैं और आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पैरामीटर को सिलेक्ट कर सकते हैं जो डेटा शीट में दिया गया है यहाँ हमारी डेटाशीट MMG 3003 की डेटाशीट में है उन्होंने एप्सिलॉन को 41 के रूप में लिया है और मोटाई हमने 08 mm ली है तो हम तदनुसार मोटाई और एप्सिलॉन को बदल देंगे फिर माइक्रोस्ट्रिप लाइन के लिए हम केवल उन डायमेंशन का उपयोग करेंगे जो मैंने इस विशेष डेटाशीट में दिए हैं तो आप देखते हैं कि यह Z2 0575 इंच और 0058 इंच है तो सभी ट्रैक वे चौड़ाई 50 Ω के अनुरूप है इसलिए यही वजह है कि आप सभी ट्रैक में देख सकते हैं चौड़ाई 0058 इंच है यदि आप यहां देखते हैं तो बस ये डायमेंशन दें और आप इसको सिलेक्ट करते हैं आप देख सकते हैं कि यह लंबाई और चौड़ाई ऑप्शन इनेबल हैं मैं बस इसे इंच तक बदल दूंगा यदि आपके पास mm में जानकारी है तो आप इसे सीधे रख सकते हैं और फिर मैं इसे एडिट करूँगा मैं चौड़ाई को 0058 के रूप में दूंगा और फिर खेद है कि लंबाई 0575 है इसी तरह आपके पास लगभग 4 या 5 स्टेप हैं मैं बस कॉपी पेस्ट करता हूं और आगे मैं बदलूंगा आप यहां 1 2 3 4 5 6 6 माइक्रोस्ट्रिप लाइनें देख सकते हैं इसलिए मैं बस इसे यहाँ 1 4 5 कॉपी पेस्ट करूँगा और मैं इसे लोकेट करने की कोशिश करूँगा और फिर मैं अपने अनुसार डायमेंशन बदलूँगा तो पहले इस z को ब्लॉक करें पहला ब्लॉक और आखिरी ब्लॉक लंबाई 0347 इंच है इसलिए मैं इसे 0347 बदल दूंगा इसी तरह पिछले ब्लॉक के लिए यह 0347 है दूसरे ब्लॉक के लिए यदि आप इसे 0575 देखते हैं तो हम पहले ही दे चुके हैं यह तीसरा ब्लॉक था जो 0172 इंच था मैंने जो कुछ भी दिया है बस मूल्य दर्ज करें और फिर अगले ब्लॉक के लिए यह 0062 है फिर आप देखते हैं कि उनके पास कुछ डीकप्लिंग कैपेसिटर का उपयोग है इसलिए मैं सिर्फ आपको s2p फ़ाइल में यह बताना चाहता हूं कि बाइसिंग कंडीशन को शामिल करें इसलिए आपके लिए यह विशेष लेआउट बनाना आवश्यक नहीं है तो s2p फ़ाइल में वे बायसिंग सर्किट का उपयोग करते हैं इसलिए वे सभी बाइसिंग रेटेड क्राइटेरिया को शामिल करते हैं तो आपको इस विशेष कॉम्पोनेन्ट का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बाइसिंग कॉम्पोनेन्ट हैं तो आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली सभी जानकारी यह माइक्रोस्ट्रिप लाइन और डीकप्लिंग कैपेसिटर है तो हम बस इन कॉम्पोनेन्टों को बनाएंगे और फिर हम DUT में s2p फ़ाइल का उपयोग करेंगे तो C1 और C2 का मान 47 pF है इसलिए हम इसका उपयोग करेंगे इस कॉम्पोनेन्ट का उपयोग करने के लिए इसे चुनें और इसे यहां लाएं जब यह फिर से कॉपी पेस्ट हो तो Z6 से पहले आप एक और कपैसिटर लगाते हैं और तीसरा कपैसिटर Z4 और Z5 के बीच रखा जाता है और इसे रोटेट करते हैं अब आप इस कनेक्शन को बनाने की कोशिश करते हैं इसे यहां कनेक्ट करें इसी तरह इस कनेक्टर का उपयोग करें इसे यहां कनेक्ट करें फिर से कनेक्टर का उपयोग करें और विभिन्न कॉम्पोनेन्टों के बीच कनेक्शन बनाएं और फिर यहां ग्राउंड डालें और इन कैपेसिटर के इन मूल्यों को बदलें आप यहां मूल्य बदल सकते हैं तो डिकप्ल कपैसिटर का मान 47 pF था इसी तरह इस कपैसिटर के लिए 47 pF और इस मान के लिए 12 pF था तो इन मानों से सभी कनेक्शन बनाते हैं और इस पोर्ट पर आप आउटर कनेक्टर का उपयोग करते हैं और फिर इन कनेक्टर के बीच कनेक्शन बनाएं और पहला स्टेप इसी तरह इस अंत में दूसरे कनेक्टर का उपयोग करें और इन दोनों के बीच कनेक्शन बनाएं इसलिए हमने वे सभी कनेक्शन बना लिए हैं जिन्हें आप देख सकते हैं अब हमें कार्य निर्धारित करने की आवश्यकता है इसलिए टास्क को फिर से सेट करने के लिए इस ऑप्शन पर जाएं S पैरामीटर पर जाएं ओके फिर आप यहां फ्रिक्वेंसी रेंज देते हैं इसलिए यदि हम फ्रिक्वेंसी रेंज देते हैं तो जो डेटा S पैरामीटर फाइल s2p फाइल दिया गया था वह 01 से 36 GHz था लेकिन ये कंडीशंस हमने 800 से 1100 MHz के लिए ली हैं तो हम तदनुसार फ्रीक्वेंसी रेंज को सिलेक्ट करेंगे तो इस मामले में हम फ्रीक्वेंसी रेंज को 06 और 12 GHz के बीच ले जाएंगे और यह ठीक है और फिर अपडेट करें जब आपने अपडेट किया तो नेविगेशन ट्री पर जाएं और फिर पैरामीटर देखें यदि आप यहां देखते हैं तो बस इन रिजल्टों को एनालाइज करने का प्रयास करें आप देख सकते हैं कि यह 20 dB से ऊपर के गेन के रूप में दिखाई दे रहा है यह S22 है और यह S11 है तो आप देख सकते हैं कि यह इस फ्रीक्वेंसी रेंज में अच्छी तरह से मेल खाता है आप टास्क विंडो में ही अन्य पैरामीटर भी सेट कर सकते हैं मैं आपको यहां दिखाऊंगा कि यह एम्पलीफायर ऑप्शन चुनें इस ऑप्शन को सिलेक्ट करें और आप अपनी रुचि की फ्रीक्वेंसी रेंज को स्वीप कर सकते हैं और आप इस तरह से रिजल्टों को एनालाइज कर सकते हैं ठीक है तो यह वही है जो आपको एक्टिव सर्किट सिमुलेशन के लिए करने की आवश्यकता है इसलिए इस व्याख्यान में हमने माइक्रोस्ट्रिप एंटीना को डिजाइन करने की कोशिश की फिर हमने माइक्रोस्ट्रिप एंटीना के व्यवहार को देखने की कोशिश की हमने यह देखने की कोशिश की कि यह फार फील्ड में कैसे व्यवहार करता है फिर हमने गेन बनाम फ्रीक्वेंसी प्लॉट देखने की कोशिश की हमने यह भी देखा कि 2 D और 3 D प्लॉट में रेडिएशन पैटर्न को कैसे देखा जाए हमने यह भी देखा कि हमें S पैरामीटर रिजल्टों को एनालाइज कैसे करना चाहिए स्मिथ चार्ट और dB प्लॉट में उसके बाद हमने एम्पलीफायर को डिजाइन करने की कोशिश की हम सिमुलेट करने के लिए MMG एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं इसी तरह से आप अन्य एम्पलीफायरों का उपयोग कर सकते हैं तो सामान्य तौर पर अधिकांश निर्माता आपको s2p फ़ाइल प्रदान करते हैं यदि वे आपको s2p फ़ाइल प्रदान नहीं करते हैं तो वे आपको S पैरामीटर प्रदान करते हैं तो आप S2p फ़ाइल बनाने के लिए उन S पैरामीटर का उपयोग कर सकते हैं फिर आप सपोर्टिंग कनेक्शन प्रदान कर सकते हैं और तदनुसार आप एक्टिव सर्किट सिमुलेशन कर सकते हैं और आप तदनुसार रिजल्टों को एनालाइज कर सकते हैं तो अगले व्याख्यान में मेरा सहयोगी आपको एक अलग सॉफ़्टवेयर में मिक्सर का सिमुलेशन दिखाएगा जो AWR है हम आपको अगले व्याख्यान में देखेंगे